NPTEL के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है आज हम एक नई अवधारणा सामान्यीकृत धाराओं द्वारा एंटीना का विश्लेषण करेंगे वास्तव में मुझे याद है कि आप सभी ने ह्यूजेंस प्रिंसिपल के बारे में सुना है वास्तव में ऑप्टिक्स में ह्यूजेंस ने यह प्रिंसिपल दिया था यह वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के लिए भी सही है सिर्फ इस प्रिंसिपल को बताता हूं कि ह्यूजेंस प्रिंसिपल एक प्राथमिक वेव फ्रंट पर प्रत्येक बिंदु पर एक सेकेंडरी स्फेरिकल वेव का एक नया स्रोत माना जा सकता है और यह कि एक सेकेंडरी वेव फ्रंट का निर्माण सेकेंडरी वेव्स के एनवलप के रूप में किया जा सकता है तो वह क्या कहता है कि जब एक वेव प्रोपेगेट होती है तो उस प्रोपगैटेड वेव पर प्रत्येक बिंदु पर सेकेंडरी वेव फ्रंट होता है और आप विचार कर सकते हैं कि विकीर्ण हो रहा है इसलिए प्रभावी रूप से सभी सेकेंडरी स्रोत के विकिरण मुख्य तरंग के समान हैं जो ह्यूजेंस प्रिंसिपल था उससे वास्तव में एक बहुत प्रसिद्ध इलेक्ट्रोमैग्नेटिक् प्रिंसिपल आदमी सेलकुनोफ़्फ़ उन्होंने 1930 के दशक में एक सिद्धांत तैयार किया जिसे एक्विवैलेन्स प्रिंसिपल कहा जाता है उन्होंने यह योगदान दिया कि मूल रूप से एक प्रमेय है जिसे युनिकेनेस्स प्रमेय कहा जाता है जिसके द्वारा उन्होंने इस एक्विवैलेन्स प्रिंसिपल का पता लगाया इसलिए उन्होंने कहा कि एक लोस्सी रीजन में क्षेत्र विशिष्ट रूप से क्षेत्र के भीतर स्रोतों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है साथ ही सीमा पर विद्युत क्षेत्र के स्पर्शरेखा घटक या सीमा पर चुंबकीय क्षेत्र के स्पर्शरेखा घटक या सीमा के पहले वाले भाग या सीमा के बाद वाले भाग में तो यह सिर्फ मैंने इसे आपके ज्ञान के लिए कहा है हम इस बारे में चर्चा करेंगे इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको यह सोचना होगा कि क्या है यहाँ उन्होंने एक शब्द लोस्सी मीडियम बनाया है तो लोस्सी मीडियम कुछ भी नहीं है लेकिन लॉसलेस मीडियम का एक विशेष मामला है जहां लॉस शून्य के बराबर है वास्तव में हमारा स्पेस लोस्सी है लेकिन हम लॉस बहुत कम मानते हैं तो इसे हमारा सामान्य लॉसलेस मीडियम भी माना जा सकता है तो एक्विवैलेन्स प्रिंसिपल से हम कह सकते हैं कि एक स्रोत मुक्त क्षेत्र के लिए आप देखते हैं कि सेलकुनोफ़्फ़ ने कहा कि आपको स्रोतों के ज्ञान के साथ साथ सतह पर स्पर्शरेखा क्षेत्रों की भी आवश्यकता है अब अगर मेरे पास किसी क्षेत्र में एक स्रोत नहीं है तो एक स्रोत मुक्त क्षेत्र के लिए हम कह सकते हैं कि अगर स्पर्शरेखा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्षेत्र पूरी तरह से एक करीबी सतह पर जाना जाता है स्रोत मुक्त क्षेत्र के क्षेत्रों को निर्धारित किया जा सकता है और वास्तव में युनिकेनेस्स प्रमेय द्वारा एक गारंटी है कि हमने जो प्राप्त किया है वह सही समाधान है तो इस एक्विवैलेन्स प्रिंसिपल का व्यावहारिक अनुप्रयोग क्या है एक काल्पनिक करीबी सतहों के बाहर का क्षेत्र काल्पनिक करीब सतह उपयुक्त इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक धाराओं घनत्वों को रखकर प्राप्त किया जाता है जो बाउंड्री कंडीशंस को संतुष्ट करती हैं अब यहाँ एक बात है कि पहली बार मैं इस व्याख्यान में सोचता हूं मैं चुंबकीय धारा घनत्वों के बारे में बता रहा हूं वास्तव में यह फिर से मैं काल्पनिक बात कर हूं वास्तव में मानव जाति विद्युत आवेशों को अलग कर सकती है इसलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों को अलग कर सकते हैं हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के लिए ऐसा नहीं कर सकते तो चुंबकीय ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है यही कारण है कि हमारे पास उत्तरी ध्रुवों के चुंबकीय ध्रुवों का प्रवाह या दक्षिण ध्रुव का प्रवाह आदि नहीं हो सकता है लेकिन क्षेत्रवार हम यह कह सकते हैं कि यदि विद्युत धारा घनत्व जो आवेशों का प्रवाह है तो समकक्ष रूप से चुंबकीय धारा घनत्व भी होंगे और हम इसके बाद देखेंगे कि कैसे विश्लेषणात्मक रूप से उस धारणा को बनाया जाए इसलिए क्योंकि अगर हम मैक्सवेल के समीकरण में इस चीज़ को बनाते हैं तो पूरे मैक्सवेल का समीकरण सममित हो जाता है जिसे हम देखेंगे मैक्सवेल का समीकरण एक चीज से ग्रस्त है मान लीजिए यदि आप सिर्फ मैक्सवेल के समीकरण को देखते हैं Del dot D तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का डाइवर्जेन्स जो ρ है लेकिन Del dot B जो 0 है तो आप देखते हैं कि एक चीज है लेकिन अगर हमारे पास अलग अलग चुंबकीय आवेश हैं तो मैं इसे ρm रख सकता हूं इसी तरह Del cross E क्या है और Del cross H क्या है आप देख सकते हैं कि Del cross H में मेरे पास एक J है और कुछ और है लेकिन यहां आप देखते हैं कि Del cross E में मेरे पास यह J का समकक्ष नहीं है अब अगर मैं इस Je को कॉल करता हूं और अगर मैं Jm को कॉल करता हूं तब ये दोनों भी सममित हो जाते हैं तो यह विचार है और अंत में हम देखेंगे कि वास्तविक एक्सप्रेशन क्या है तो यह पूरी बात बहुत सममित है और यही कारण है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में हम हमेशा यह मानते हैं कि एक चुंबकीय धारा भी है और यह संतुष्ट करता है कि इनका परिचय मैक्सवेल के समीकरण के समाधानों को नहीं बदलता है तो इस समतुल्य सिद्धांत की वास्तविक चर्चा के लिए जाने से पहले यह भी देखें कि पास की सतह क्या है इस एक्विवैलेन्स प्रिंसिपल के लिए एक निकट सतह का अर्थ है एक सतह जो स्रोतों को घेरती है और उन्हें संरचना या एंटीना के आचरण और भाग के साथ संयोग करने के लिए ले जाया जाता है क्योंकि तब वास्तव में हमारे इंटीग्रेशन डोमेन में चीज़ बहुत कम हो जाती है यदि हम कंडक्टिंग बाउंड्री की सतह में शामिल कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कंडक्टिंग ज़ोन्स में विभिन्न क्षेत्रों की चीजें रद्द हो जाती हैं अब हम वास्तव में वास्तविक प्रॉब्लम पर आते हैं मैं कहता हूँ की मेरे पास इस काल्पनिक सतह की तरह एक सतह है वास्तव में हम कहते हैं कि स्रोत हैं तो स्रोतों विशेषित कैसे करते है जैसा कि हमने कहा कि मैक्सवेल के समीकरण में वास्तविक जीवन में आप देख रहे हैं ये स्रोत Je और ρ हैं लेकिन हम कहते हैं कि Jm भी हो सकता है जिसे हम वास्तव में Jm नहीं कहते हैं वास्तव में इस Jm को हम M कहते हैं इसलिए आम तौर पर यह कंडक्टिंग करंट होता है जिसे आम तौर पर J कहा जाता है तो J और ρe M और ρm मैं कह सकता हूं अब पहले से ही ये J और ρ कॉन्टिनुइटी एक्वेशन से संबंधित हैं इसलिए वास्तव में मुझे इन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है इसी तरह मुझे इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के लिए वास्तविक स्रोत J और M हैं तो सूत्रों का मतलब है कि मैं कह सकता हूं कि वहाँ एक विद्युत स्रोत विद्युत प्रकार का स्रोत है और इसे चुंबकीय प्रकार का स्रोत कहा जाता है आमतौर पर चुंबकीय के लिए यह एक सही संकेतन नहीं है आम तौर पर J से अलग करने के लिए एक चुंबकीय स्रोत पर 2 तीर रखे जाते हैं और मानाकी मीडियम कोंस्टीटूटिव ε1 μ1 है इसलिए इस स्रोतों ने हर जगह क्षेत्र का निर्माण किया है आइए हम कहते हैं कि E1 और H1 क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक् क्षेत्र वे स्रोत होंगे इसका मतलब है कि ये सभी समय के साथ परिवर्तित स्रोत हैं इसलिए वे E1 और H1 बना रहे हैं इसलिए यहाँ भी वे E1 H1 बनाएंगे क्योंकि वास्तव में यह सतह एक आरबिटरेरी सतह है तो हर जगह E1 H1 होगा और यहां मैं यह भी लिखता हूं कि यह E1 ε1 है मैं उस चालकता के बारे में नहीं कह रहा हूं उस लोस्स की बात जो हमने चर्चा की है जो कम या ज्यादा हम यह कह सकते हैं कि लॉसलेस मीडियम प्रकार की चीज है अब उससे अलग करने के लिए यह जोन आप देखते हैं कि यह एक करीबी सतह है क्यों क्योंकि यह पूरी तरह से स्रोतों को घेर रहा है तो यह काल्पनिक है मैंने इसे लिया है तो मुझे इसे आयतन V1 को घेरने वाली बंद सतह कहने दें इसलिए हर जगह एक ही चीज़ हैऔर यह बाहर का आयतन सतह के बाहर मुझे V2 कॉल करने दें तो यह मेरी वास्तविक प्रॉब्लम है अब मेरा वास्तविक इरादा E1 H1 को खोजने का है आप एक एंटीना प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं कि मैं यह जानना नहीं चाहता हूं कि इस स्रोत में कौन से क्षेत्र पैदा हो रहे हैं आदि मैं केवल एक विकिरणित क्षेत्र में पता लगाना चाहता हूं कि E1 H1 क्या है तो अब यह बात हो सकती है तो ये J1 M1 वे विकिरण क्षेत्र हैं तो यहाँ सतह के अंदर भी यह उस क्षेत्र को बना रहा है और उस क्षेत्र को भी बना कर रहा है अब यह वास्तविक प्रॉब्लम मैं इक्विवैलेन्स प्रॉब्लम की मदद से बदलूंगा इक्विवैलेन्स प्रिंसिपल को समान सतह S के रूप में भर दूंगा मेरे पास आयतन V1 है और मेरे पास ये ε1 μ1 हैं बाहर भी मेरे पास ε1 μ1 है जो कुछ भी नहीं बदला है अब यह मैं V1 बोल रहा हूं मैं V2 कह रहा हूं अब मैं कहूंगा कि यह मेरी सतह है लंबवत बाहर की तरफ है तो यह मेरी उसकी दिशा है अब मैं कहता हूं कि यह मेरी प्रॉब्लम है मैंने इसे लिखा है कि काला कहां है यह मेरी प्रॉब्लम है यहां मैं कहता हूं कि मैं अंदर किसी भी स्रोत पर विचार नहीं करता इसलिए ये V1 जो पहले स्रोतों से युक्त था अब मैं किसी भी स्रोत पर विचार नहीं करता लेकिन मैं यहां बाउंड्री कंडीशंस को संतुष्ट करता हूं इसलिए मैंने इस काल्पनिक सतह को धारा घनत्वों पर डाल दिया है यह वास्तव में समतुल्य धाराएं हैं जो एक Js है दूसरा Ms है Js क्या है यह चुंबकीय क्षेत्र में डिस्कन्टिन्यूइटी का स्पर्शरेखा घटक है और Ms विद्युत क्षेत्र में डिस्कन्टिन्यूइटी का स्पर्शरेखा घटक का नकारात्मक है वहाँ क्या है मुझे वास्तव में यह दिखाना होगा अभी भी पिछला मामला यह बाहरी क्षेत्र E1 H1 था अब बाहर का क्षेत्र भी E1 H1 है और जाहिर है जब से मैंने इन क्षेत्रों को हटा दिया है तो यह स्रोत जो पहले J1 M1 वास्तविक स्रोत थे मैंने उन्हें कुछ सतह स्रोतों Js Ms से प्रदर्शित किया है इसलिए वे पिछले एक क्षेत्र की तुलना में एक अलग क्षेत्र के अंदर विकीर्ण करेंगे ताकि मैं E और H लिख रहा हूं E1 H1 से अलग है लेकिन इन्हें इस तरह से लिया जाता है कि वे एक ही चीज को बाहर विकिरित करेंगे बाहरी क्षेत्र को मैं बाधित नहीं कर रहा हूं और अंदर क्षेत्र बाधित हो रहा है लेकिन यह बाहरी क्षेत्र क्यों बाधित नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने स्रोतों को ले लिया है ताकि यह डिस्कन्टिन्यूइटी बन जाए जो कि इनसे निपटने के लिए बनाया गया है इस प्रकार सतह पर बाउंड्री कंडीशंस इस विकल्प से अपरिवर्तित है और इसीलिए बाहरी क्षेत्र नहीं मिल रहे हैं इसलिए Js और Ms सतह S के अंदर विकिरणित क्षेत्र है जो कि वास्तविक से अलग है लेकिन वॉल्यूम V2 में वे सही फ़ील्ड E1 H1 का उत्पादन करते हैं तो इक्विवैलेन्स प्रिंसिपल का पालन किया जाता है कि मैं यह कर सकता हूं और फिर अगर मुझे केवल इस बारे में दिलचस्पी है तो मैं यह कर सकता हूं तो कृपया समझें कि यह इक्विवैलेन्स प्रॉब्लम है और आप देखते हैं कि यदि हम Ms को नहीं लेते हैं तो हम नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्षेत्र की बाउंड्री कंडीशंस को देखते हैं जो हमने अपने EM सिद्धांत दिनों में सीखा है की चुंबकीय क्षेत्र के स्पर्शनीय घटक में डिस्कन्टिन्यूइटी हो सकती है विद्युत क्षेत्र में भी डिस्कन्टिन्यूइटी हो सकती है जैसा कि एक हॉर्न एंटीना में माना जाता है एक हॉर्न एंटीना में मान लें कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई डिस्कन्टिन्यूइटी नहीं है लेकिन विद्युत क्षेत्र में एक डिस्कन्टिन्यूइटी है अब जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म और इन सभी को ले रहे थे लेकिन वहाँ कुछ ओपन एंडेड वेवगाइड या हॉर्न एंटीना के बारे में है कि वहाँ एक एपर्चर है तो वहाँ कुछ क्षेत्र अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड में बदल रहा है इसलिए उस डिस्कन्टिन्यूइटी को हमें लेना होगा और यही कारण है कि चुंबकीय धारा का परिचय होता है इसलिए चुंबकीय धारा यह काल्पनिक है हम यह नहीं कह रहे हैं कि एक प्रवाह है लेकिन हम डिस्कन्टिन्यूइटी को कॉल कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की स्पर्शरेखा घटक डिस्कन्टिन्यूइटी कह रहे हैं हम चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय धारा और स्पर्शरेखा घटक डिस्कन्टिन्यूइटी को कॉल कर रहे हैं इसलिए मुझे लगता है कि मुझे भ्रम हो गया है कि चुंबकीय क्षेत्र के स्पर्शरेखा घटक में चुंबकीय क्षेत्र की डिस्कन्टिन्यूइटी विद्युत धारा है और विद्युत क्षेत्र के स्पर्शरेखा घटक में डिस्कन्टिन्यूइटी चुंबकीय धारा है तो दोनों को उपस्थित होना चाहिए क्योंकि कुछ मामलों में यह मौजूद हो सकता है यह मौजूद हो सकता है या एक सामान्यीकृत मामले में दोनों उपस्थित हो सकता है इसलिए स्रोत इन दो प्रकार के होने चाहिए क्योंकि आप देखते हैं कि हम आम तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स मामलों में विचार करते हैं यदि आपके पास चुंबकीय क्षेत्र के स्पर्शरेखा घटक में एक डिस्कन्टिन्यूइटी है तो वहाँ सतह धारा होनी चाहिए जो कि स्पर्शरेखा विद्युत धारा भी है लेकिन यह एक दूसरी दिशा में है दिशा के ऑर्थोगोनल में तो इसी तरह की बात यहाँ होनी चाहिए और यह सही चीज़ यहाँ है कृपया याद रखें कि यहाँ एक चिन्ह परिवर्तन है ये सभी मैक्सवेल के समीकरण के लिए हैं अब यहाँ इक्विवैलेन्स प्रिंसिपल का पालन किया जाता है इसलिए अब अगर मुझे वास्तविक प्रॉब्लम के आधार पर रखा जाए तो मुझे इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है तब मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि अगर मुझे पता चलता है हमने पहले से ही वायर एंटीना के लिए देखा है कि अगर मुझे धारा का पता चल जाए तार पर करंट उस सतह पर करंट के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए वहां से हमने देखा है कि हम पोटेंशियल निकालेंगे और फिर हम इस क्षेत्र का पता लगाएंगे इसी तरह से हम यह भी दिखाएंगे कि Ms के लिए भी यह करंट है जिसे आप जान सकते हैं हम मैक्सवेल के समीकरण से यह साबित करेंगे जिसे आप कर सकते हैं इसलिए अगर दो मौजूद हैं तो यह Js के कारण कुछ क्षेत्र होगा कुछ प्लस इन सुपरपोजिशन में होता है यदि यह केवल एक क्लासिकल वायर एंटीना है जहां Ms 0 नहीं है दूसरी बात यह है कि क्लासिकल अपर्चर एंटीना के मामले में Js 0 है अब इस समस्या के कुछ इंजीनियरिंग शॉर्टकट हैं जिन्हें आप देखते हैं कि यह E और H किसी भी क्षेत्र में हो सकता है तो सामान्यता के लॉस के बिना हम कह सकते हैं कि शून्य भी हो सकता है इसलिए यदि मैं E H को शून्य लेता हूं तो वास्तव में एक वैज्ञानिक का नियम प्रस्तावित है इसीलिए इसे लव इक्विवैलेन्ट Love's equivalent कहा जाता है तो मुझे E और H को बनाने दें अगर इन क्षेत्रों को हम शून्य लेते हैं तो यह मेरा V1 है इसलिए मैं कहता हूं कि क्षेत्र अब शून्य हैं ये ε1 μ1 आदि समान हैं इसलिए यह मेरा S है और इसलिए यह मेरा n बाहर की तरफ है यह मेरा V2 है V2 में फ़ील्ड E1 H1 समान हैं और मेरे पास एक Js है जो n क्रॉस H1 के बराबर है और मेरे पास Ms into minus n cross E1 है तो आप सतह धारा घनत्व Js और Ms को एक अनबाउंड माध्यम ε1 μ1 में विकीर्ण करते हुए देखते हैं तो E और H के लिए हमारे सूत्र जो हम वायर एंटीना के लिए प्राप्त करते हैं का उपयोग यहां किया जा सकता है लेकिन इसके लिए S पर स्पर्शरेखा घटक में E1 और H1 दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है तो आप देखते हैं कि वायर एंटीना में हमें केवल Js का ज्ञान था लेकिन यहां हमें इन दोनों के ज्ञान की आवश्यकता है इसका मतलब है कि E फील्ड और H फील्ड दोनों अब इन्हें सरल बनाने के लिए आप देखते हैं अब अगर हम इसे लिखते हैं तो इसे लव इक्विवैलेन्ट Love's equivalent कहा जाता है अब आपको उस प्रॉब्लम को सरल बनाना है मैं दो चीजों से क्यों निपटूंगा मुझे उसी सतहों को रखने दो लेकिन अब यह पूरी तरह से मैंने एक पूर्ण विद्युत कंडक्टर PEC डाल दिया है मुझे लगता है कि आप PEC को जानते हैं कि क्षेत्र शून्य हैं तो पहले से ही यहां के क्षेत्र शून्य थे लेकिन मैंने यहां एक PEC लगाया है आपके पास यह मेरी V2 है और यह मेरा E1 H1 है इसलिए PEC मैंने कहा शून्य है तो अब मैं इस सतह पर रख देता हूँ और Ms minus n cross E1 के बराबर है और एक Js n cross H1 के बराबर है तो इनमें क्या अंतर है हम कुछ दिखाएंगे लेकिन अब आप देखते हैं कि हम उसी सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं जैसा कि हम अनबाउंड माध्यम के मामले में कर रहे थे इसका मतलब है यहाँ तक कि अगर उन पर मौजूद Js मैंने जो सूत्र बनाये थे उनका उपयोग कर सकते है लेकिन यह मामला अलग है क्योंकि यह मामला सिर्फ एक Js था और Ms मौजूद हैं वे एक अनबाउंड माध्यम में विकीर्ण कर रहे हैं यह बाउंड नहीं है लेकिन अब यह विकीर्ण हो रहा है और यह कि एक PEC है तो यह समान प्रॉब्लम नहीं है इसलिए यह PEC की उपस्थिति में है कि वे कैसे विकीर्ण कर रहे हैं तो यह एक अलग प्रॉब्लम है लेकिन मैं अब कहूंगा कि इस मामले में ये Js 0 बन जाते हैं क्यों इसका मतलब है यह कहता है कि कोई भी क्षेत्र एक PEC की सतह से प्रभावित विद्युत धारा से विकिरणित नहीं होता है कैसे तो इससे आप क्या समझते हैं मेरे पास यह PEC है मुझे इस रंग का उपयोग करना चाहिए आपके पास एक PEC है मान लीजिए कि मेरे पास एक पोर्ट है मुझे इसे 'a' कॉल करने दें और एक दूर बिंदु पर मेरे पास एक और पोर्ट 'b' है इस PEC कंडक्टर पर पोर्ट या टर्मिनल 'a' के सेट की कल्पना करें और कंडक्टर से थोड़ा दूर स्पेस में एक और 'b' सेट करें अब अगर मेरे पास 'b पर यहां एक धारा तत्व है तो यह यहां स्पर्शिक विद्युत क्षेत्र का उत्पादन करेगा क्योंकि यह PEC है यह शून्य होगा इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहां एक धारा तत्व होने के बावजूद यह वोल्टेज शून्य है क्योंकि यहां कोई फ़ील्ड नहीं है अब मैं रेसप्रॉसिटी का आह्वान करता हूं अगर मेरे पास यहां एक धारा तत्व है तो यहां फ़ील्ड क्या होगा जो 0 है इसलिए Vba भी शून्य है अब टर्मिनल 'b ऐच्छिक है इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक PEC पर धारा तत्व या किसी भी कंडक्शन करंट किसी भी क्षेत्र में कहीं भी उत्पादन नहीं करता है तो इसीलिए मैं यह कह सकता हूं कि Js 0 अब ऐसा है इसका मतलब है कि हमारे पास केवल Ms मौजूद है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ एक PEC है इसलिए अब हम इमेज थ्योरी को लागू कर सकते हैं इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर यह सतह एक अनंत प्लेन है और उसके सामने नाम S है तो इमेज थ्योरी मुझे देगा कि मेरे पास एक PEC नहीं है हमें Ms तो लिखना चाहिए मेरे पास Ms है मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे पास इस तरह मूल Ms है इसलिए यह इमेज है तो यह 2Ms के बराबर होगा अनबाउंड स्पेस में विकीर्ण करना इसलिए मैं सूत्रों का उपयोग कर सकता हूं इसका मतलब है यह वास्तव में किया जाता है आप देखते हैं कि एक ओपन एंडेड वेवगाइड अगर हमें लगता है कि ऐन्टेना वेवगाइड हमेशा हम ओपन एंडेड वेवगाइड के साथ एक ग्राउंड प्लेन बनाते हैं यदि हम मानते हैं कि ग्राउंड प्लेन अनंत हैं तो आप वास्तव में कैसे मानते हैं कि हमारे पास कुछ है यदि आप एक कंडक्टर के लिए आम तौर पर 5 lambda तरह की चीज लेते हैं जो ग्राउंड प्लेन सभी दिशाओं में लिंक करता है तो आप कह सकते हैं कि यह एक अनंत ग्राउंड प्लेन है तो अंततः आप करंट पाते हैं तो यह एक मैग्नेटिक करंट है मैग्नेटिक करंट कैसे आता है यह माइनस n cross E1 है तो अब इससे दोगुना विकिरण हो रहा है ताकि आप आसानी से इस सूत्र को प्राप्त कर सकें इसलिए आप इस क्षेत्र को प्राप्त कर सकते हैं वास्तव में हम यह दिखाएंगे यदि समय अनुमति देता है कि इसके अंदर का एपर्चर फूरियर क्षेत्र भी आपको वही परिणाम देता है इसी तरह हम PEC के बजाय एक संपूर्ण चुंबकीय कंडक्टर भी रख सकते हैं तो अगर हम ऐसा करते हैं कि यह हमारी सतह S है अंदर V1 है तो क्षेत्र शून्य हैं और यह पूरा उस सतह S के पीछे PMC है और बाहर V2 को मूल फ़ील्ड E1 E1 मिल जाता हैं तो इक्विवैलेन्स के लिए हमें क्या करना होगा हमें यहाँ एक Js डालना होगा और फिर यहाँ Ms अब यह Js n cross H1 के अलावा कुछ नहीं है और यह Ms minus n cross E1 होगा इसलिए PEC के समान ही कि यदि मेरे पास PMC के सामने एक Ms है तो वास्तव में यह शून्य होगा जिस तरह से आप यहां एक और बिंदु पर विचार कर सकते हैं और फिर आप रेसप्रॉसिटी का प्रयोग करते हैं यह साबित हो सकता है इसलिए मेरे पास एक Ms नहीं है इसलिए मेरे पास बस एक Js है इसलिए अब ये Js PMC की उपस्थिति में विकीर्ण करता हैं इसलिए इसका मूल्यांकन करना कठिन है इसलिए हम PEC की तरह फिर से क्या कर सकते हैं हम इमेज थ्योरी को लागू कर सकते हैं तो हम विचार करते है कि यह सतह S एक अनंत प्लेन है तो हम ले सकते हैं कि मूल रूप से प्रॉब्लम इस तरह है मेरे पास एक अनंत PMC है यह S है और उसके सामने मेरे पास एक Js स्पर्शरेखीय Js है इसलिए इमेज थ्योरी को लागू करके मैं लिख सकता हूं कि यह मूलतः Js के बराबर है और उसकी इमेज एक और Js होगी इसलिए मूल रूप से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 2Js के अलावा कुछ भी नहीं है और माध्यम अनबाउंड है तो 2J एक अनबाउंड स्पेस में विकीर्ण कर रहा है इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम पहले से ही जानते हैं अगर मेरे पास एक विद्युत धारा घनत्व है एक अनबॉउंडेड होमोजेनियस मीडियम में धारा घनत्व यह कैसे विकिरण करता है इसलिए हम आसानी से यहां से क्षेत्र को प्राप्त कर सकते हैं तो यह लव इक्विवैलेन्स प्रिंसिपल Love's equivalence principle से है आप इन दो मामलों को प्राप्त कर सकते हैं जहां यह आसान हो जाता है केवल PMC मामले में Js या PEC के मामले में यह Ms होना चाहिए अब यदि यह S केवल अनंत समतल नहीं है लेकिन इसकी करवेचर lambda की तुलना में बहुत छोटा है तो हमारे पास ये समान हो सकते हैं हम इनफिनिट प्लेन अप्प्रोक्सिमेशन कर सकते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें से क्या लव इक्विवैलेन्ट Love's equivalent है हम इसे उपयोग करेंगे या कोई अन्य जिसका हम उपयोग करेंगे या PMC PEC आदि हम आगे बढ़ेंगे और ऐसा करेंगे इसलिए अब हम इस पर चर्चा करेंगे यह बहुत सरल होगी लेकिन एक बात हमें आगे बढ़ानी होगी क्योंकि यह आज हम चुंबकीय धारा की अवधारणा को पेश कर रहे हैं इसलिए हम यह नहीं जानते हैं कि यदि एक चुंबकीय धारा एक अनबाउंड माध्यम में मौजूद है तो फ़ील्ड कैसे विकीर्ण करते हैं इसलिए हमें मैक्सवेल के समीकरण पर जाना होगा और सबसे पहले हम यह पता लगाएंगे कि यदि एक सतह पर एक चुंबकीय सतह धारा मौजूद है तो फ़ील्ड कैसे हैं विद्युत क्षेत्र की एक्सप्रेशन क्या है और चुंबकीय क्षेत्र हम फार फील्ड अप्प्रोक्सिमेशन से निकालेंगे